सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम और अर्थमैटिक ऑपरेशन मतलब बायनरी एडिशन बाइनरी सब्सट्रैक्शन 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic इन सब के बारे में चर्चा किया था तो हमने अर्थमैटिक ऑपरेशन मतलब बायनरी एडिशन और सबट्रैक्शन के पीछे का सिद्धांत थ्योरी समझ लिया है इस क्लास में हम सर्किट के बारे में पड़ेंगे जिससे यह सारे अर्थमैटिक ऑपरेशनस कर सकते हैं यह चीज अगले क्लास तक भी लिया जाएगा तो इस क्लास में हम हाफ ऐडर फुल ऐडर रिप्पल कैरी ऐडर और ऐडर सबट्रैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हाफ ऐडर के बारे में इसे हाफ ऐडर क्यों कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें पिछले स्टेज से मिली हुई कैरी को नहीं लेता है तो मान लो हम दो नंबर को ऐड करते हैं 1 0 0 1 को 0 1 0 1 से ऐड कर रहे हैं पहले स्टेज जब हम इन नंबर को ऐड करते हैं यूनिटस प्लेस पर पिछले स्टेज के कैरी की जरूरत नहीं है तो यहां हाफ ऐडर उपयोगी रहता है अब अगले स्टेज मैं यह 0 और 0 है और पिछले स्टेज का कैरी भी है इसका मतलब हमारे पास 3 इनपुटस है तो पहले स्टेज पर दो इनपुट्स हो सकते हैं इसी को हाफ ऐडर या हाफ एडिशन कहते हैं तो हाफ ऐडर को 2 इनपुट्स A और B रहते हैं और वह डाटा आउटपुटस देता है जिसमें से एक सम होता है और दूसरा कैरी यह ऑःजेन्ड है यह अद्देंड है और सम और कैरी इसे हम A B S और C से नामित डेज़िग्निट करेंगे तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा इनपुट पर 4 संभावनाएं पॉसिबिलिटीस मतलब 00 01 10 11 इनपुट हो सकते हैं 00 में सम 0 और कैरी 0 01 में सम 1 और कैरी 0 10 में सम 1 और कैरी 0 11 में सम 0 और कैरी 1 होता है तो हम इसे लॉजिक इक्वेशन के तरीके से कैसे लिखेंगे ताकि हम इसका सर्किट बना पाए तो कैरी हमें A को B से एंड करने पर मिलता है और इसका मिनटर्म ऐसे लिखते हैं सम बिट के लिए हम A प्राइम B और A B प्राइम लेंगे तो यह है A प्राइम B और यह है A B प्राइम इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें सम बिट मिलता है इसे XOR ऑपरेशन भी कहते हैं यह इसका सर्किट है इसे हाफ एडिशन कहते हैं अब जब हम फुल एडिशन की बात करेंगे जैसे मैंने पहले बताया है हम यहां कैरी इनपुट को भी लेंगे तो इसमें 3 इनपुटस रहेंगे तो बेसिक डाटा इनपुट A और B एडिशन के और पिछले स्टेज से आने वाला कैरी यदि हो तो तो यह जो कैरी है वह कैरी इन मतलब एक इनपुट है जो कैरी आउट से अलग है इसका मतलब इन 3 इनपुटस के 8 संभावनाएं आएंगे ट्रूथ टेबल में तो अगर हम ट्रूथ टेबल की जांच करें जब कैरी इन 0 होता है तब यह ट्रुथ टेबल हाफ ऐडर के ट्रूथ टेबल के समान होता है जब कैरी इन 1 होता है और बाकी 2 इनपुट 0 हो तो सम 1 कैरी 0 होता है और अगर कोई एक इनपुट 1 हो तो सम 0 कैरी 1 होता है जब दोनों ही इनपुट 1 हो तो सम 1 कैरी 1 होता है तो इसके लिए बुलियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम कार्नो मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के लिए या फिर सारे मिनटर्म्स लेकर उनका अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे और इससे हमें यह पता चलता है कि कैरी आउट AB प्लस ACin प्लस BCin से मिलता है उदाहरण के तौर पर जब A और B दोनों 1 हो तो कैरी इन 1 हो या 0 कैरी आउट 1 ही रहेगा जब A 1 हो Cin 1 हो तो B चाहे 1 हो या 0 कैरी आउटपुट 1 रहेगा अब स्टेन्डर्ड प्रोसेस से मिनिमाइज करके कैरी आउट पता कर सकते हैं सम बिट का क्या इस ट्रुथ टेबल में यह पता चलता है कि जब एक 1 हो या 3 1's हो तो सम बिट 1 रहेगा यह जो हमने देखा वह 3 इनपुट XOR ऑपरेशन है तो यह A XOR B XOR C है जो हमें सम आउटपुट देता है इसकी सर्किट काफी सरल है इस सर्किट में 3 AND गेटस होते हैं जो AB ACin और BCin आउटपुट देता है और फिर इन आउटपुट को OR गेट के माध्यम से Cout मिलता है यह 3 इनपुट XOR गेट सम बिट देता है अब हम देखेंगे हाफ ऐडर को इस्तेमाल कर फुल ऐडर कैसे बनाया जा सकता है अगर आपके पास काफी सारे हाफ ऐडर सर्किट हो और आपको फुल ऐडर बनाना हो तो कैसे करेंगे दो हाफ ऐडर और एक 2 इनपुट OR गेट काफी है फुल ऐडर बनाने के लिए तो इसे हम देखते हैं जो कैरी आउट इक्वेशन है उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें हम Cin को कॉमन बाहर लेते हैं तो Cin गुणाकार मॅल्टिप्लाइ multiplied A प्लस B यह OR ऑपरेशन है इस OR ऑपरेशन में A प्राइम B प्राइम छोड़कर सारे मिनटर्म्स है अगर A और B दोनों 0 हो तो OR गेट का आउटपुट 0 होगा नहीं तो OR गेट का आउटपुट 1 होता है बाकी तीनों कॉन्बिनेशन के लिए तो क्या करेंगे हम AB प्राइम और A प्राइम B को बाहर निकालेंगे इसलिए क्योंकि हमें हाफ एडर में से XOR रिलेशन चाहिए जो कि हम फुल एडर बनाने में काम आएगा और यह Cin AB को यहां लेंगे अगर हम कॉमन लेते हैं तो AB को AND करेंगे 1 OR Cin के साथ जिसका उत्तर AB है हम देख सकते हैं की A और B को हम इनपुट के तौर पर देते हैं और हम इस टर्म को बना सकते हैं एक हाफ एडर से यह रंग जो आप देख सकते हैं तो यहां AB और A XOR B हम बना सकते हैं जो बाकी के टर्मस है जोकि A XOR B जिसे हम पहले ही बनाते हैं और उसे Cin के साथ AND करते हैं सम का आउटपुट बनाने के लिए A XOR B XOR Cin करते हैं तो यह चीज हम दूसरे हाफ एडर ब्लॉक से कर सकते हैं तो पहले हाफ एडर ब्लॉक से जो A XOR B मिलता है वह दूसरे हाफ एडर ब्लॉक को इनपुट के तौर पर देते हैं और Cin दूसरा इनपुट रहता है दूसरा हाफ एडर का आउटपुट जो सम आउटपुट है वह A XOR B XOR Cin है तो हमें दो टर्मस मिले हैं पहला टर्म A B और दूसरा टर्म A XOR B जिसको Cin से AND किया है इन दोनों टर्म को OR करने पर हमें Cout मिलता है तो अब हमने 1 बिट एडिशन देखा है अगर हमें मल्टीपल बिट एडिशन करना हो तो उदाहरण के तौर पर 4 बिट एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे यह करने के लिए हमें फुल एडर के काफी सारे ब्लॉकस लगेंगे फुल एडर के अंदर के सर्किट के बारे में हमें पता ही है जो हमने पहले देखा है यह फुल एडर का स्लाइड है यह फुल एडर ब्लॉक जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं 4 बिट एडिशन के लिए तो जो आप यहां देख रहे हैं हर एक फुल एडर को यह पहला स्टेज है जैसे मैंने पहले आपको बताया है जो कि हाफ एडर भी हो सकता है इसको जाने वाले इनपुट को हम इस तरीके से नंबर देंगे A3 से लेकर A0 तक और B3 से लेकर B0 तक यह दोनों 4 बिट नंबरस है A3 A2 A1 A0 हर फुल एडर पहला इनपुट होगा और B3 B2 B1 B0 दूसरा इनपुट होगा पहले स्टेज का कैरी दूसरे स्टेज के कैरी को दिया जाता है इनपुट के तौर पर दूसरे स्टेज का कैरी तीसरे स्टेज के कैरी को दिया जाता है इनपुट के तौर पर तीसरे स्टेज का कैरी चौथे स्टेज के कैरी को दिया जाता है इनपुट के तौर पर इस तरीके से हम सामान्य रूप में एडिशन करते हैं और फिर यह हमारा फाइनल कैरी बनता है इससे हमें सम बिट मिलेगा और यह सारे बीच में बनने वाले कैरी C0 C1 C2 यह सारे बीच में बनने वाले कैरी है और फाइनल आउटपुट S0 S1 S2 S3 और C3 होगा अगर हम पहले स्टेज में हाफ एडर के बजाय फुल एडर उपयोग करें तो हमें C 1 पहला कैरी इनपुट को 0 करना होगा यदि यह एक ब्लॉक है जिसे हमें दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ना हो इस ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का कैरी आउटपुट C3 को यहां इनपुट के तौर पर दिया जाएगा तो पिछले ब्लॉक का कैरी आउटपुट इस ब्लॉक को इनपुट के तौर पर दिया जाएगा यह तब होता है जब हमें कैस्केड में इस्तेमाल करना हो तो और 4 बिट से ज्यादा का एडिशन करना हो ऐसी एडिशन का एक उदाहरण लेते हैं 1 1 1 1 मान लो A है और 0 0 0 1 B है इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें एडिशन एकदम सरल है और हर केस पर कैरी बन रहा है 11 का सम 0 और कैरी 1 है तो यह कैरी 1 और 10 का सम 0 और कैरी 1 फिर से यह कैरी 1 और 10 का सम 0 और कैरी 1 फिर से यह कैरी 1 और 10 का सम 0 और कैरी 1 यह जो कैरी मिला है यह फाइनल कैरी है पहले स्टेज पर बनने वाले कैरी 0 होगा C0 से कैरी C1 बनता है C1 से C2 बनता है और C2 से C3 बनता है तो यह जो कैरी है हर एक एडर से रिप्पल लहर की तरह की तरह होते हुए जा रही है इसलिए इस एडर को हम रिप्पल कैरी एडर या एडिशन कहते हैं यह इसकी अधिकतम दूरी मैक्सिम डिस्टेंस है जहां तक वह जा सकता है यदि आपको याद हो तो हमने 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic किया था इसमें सबट्रैक्शन के लिए हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमने कैसे किया था हमें ओरिजिनल नंबर का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेने के बाद उसका नेगेटिव नंबर मिला 2's कंप्लीमेंट 2's complement मतलब ओरिजिनल नंबर का 1's कंप्लीमेंट 1's compement याने की उल्टा और फिर प्लस 1 तो 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic का कांसेप्ट याद करते हुए हम देखेंगे कि 2's कंपलीमेंट 2's complement इस्तेमाल करके जो सबट्रैक्शन हम करते हैं उसे एडर सर्किट के इस्तेमाल से हार्डवेयर में कैसे बनाएंगे तो अभी जो हमें मिला है वह 4 बिट फुल एडर है इसी के अंदर चार 1 बिट एडर है हमें पहले से ही पता है की लॉजिक गेटस के उपयोग से 1 बिट एडर कैसे बनता है तो यह 4 बिट एडर को 2 इनपुटस है ऐड करने का लॉजिक है एक सम आउटपुट है और फाइनल कैरी है जो वियोजक सबट्राहैंड जिसे हमें सबट्रैक्ट करना है उसे हम NOT गेट इनवर्टर के बैंक के माध्यम से पास करेगे इससे हमें 1's कंप्लीमेंट 1's complement मिलेगा फिर उसके बाद हमें प्लस 1 करना है अब आप C 1 देख सकते हैं अब हमने पहले स्टेज का फुल एडर बनाया है जोकि हाफ एडर भी हो सकता है सिर्फ ऑडिशन के लिए जब तक कैस्केड नहीं करते पर हम यहां यह देख सकते हैं कि जब हमें इसे सबट्रैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो 1 ऐड करना होगा यह 1 को हम यहां दे सकते हैं इसका मतलब हमें कोई और चीज की जरूरत नहीं है तो इसके बजाय कैरी इनपुट 1 नंबर B का 2's कंप्लीमेंट 2's complement कर रहा है इसका उपयोग हम नंबर B 2's कंप्लीमेंट 2's complement मिलने के लिए करेंगे फिर हम ऐड करेंगे और मिले हुआ उत्तर को कैरी और दूसरे चीजों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण देखते हैं 15 माइनस 1 15 को हम 1 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं यहां यह समझने वाली बात है कि साइन बिट यहां 0 है 1 को हम 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं जब हम इसका 1's कंप्लीमेंट 1's complement लेंगे तो हमें 1 1 1 0 मिलेगा और फिर 1 ऐड करने पर 1 1 1 1 मिलेगा जो 1 का 2's कंप्लीमेंट 2's complement है अब जब हम 1 1 1 1 और 1 1 1 1 को ऐड करेंगे तो हमें 1 1 1 0 मिलेगा तो यहां कैरी भी मिला है जिसे हम डिस्कार्ड याने की नजरअंदाज कर देंगे यहां साइन बिट इंप्लायड है जब तक नंबर रेंज के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो हमारा उत्तर 1 1 1 0 है इसे यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 14 मिलेगा अब हम देखेंगे इस अरेंजमेंट के अंतर्गत हमें एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे मिलेगा हमने उदाहरण के तौर पर 8 बिट एडर सबट्रैक्टटर लिया है तो हमारे पास 8 फुल एडर है यह एक फुल एडर है ऐसे हमारे पास 8 फुल एडरस और नंबर A0 से लेकर A7 तक और B0 से लेकर B7 तक है तो इस तरीके से हमने नंबरों को रखा प्लेस place है हम यह देख सकते हैं कि नंबर B याने की B0 से लेकर B7 तक XOR गेट से पास हो रही है और उस XOR गेट कि जो दूसरी इनपुट है उसे एक एक्सटर्नल इनपुट से कनेक्ट किया है इस एक्सटर्नल इनपुट को हम सब मतलब सबट्रैक्शन के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जब हम इसे 0 करेंगे तो कोई सबट्रैक्शन नहीं होगा वह केवल नॉर्मल एडिशन होगा जब यह एक्सटर्नल इनपुट 0 है तो XOR गेट की खासियत हमें पता है कि किसी भी इनपुट को यदि 0 से XOR करें तो हमें वही इनपुट वापस मिलता है इसका मतलब XOR गेट के आउटपुट पर हमें नंबर B ही मिलेगा B7 से B0 मिलेगा और यहां 0 आएगा तो यह एक नॉर्मल एडिशन मतलब स्टैंडर्ड एडिशन होगा अगर हम सब को 1 करते हैं तो इसका मतलब अब हम सबट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सबट्रैक्शन तब होता है जब सब का वैल्यू 1 होता है और यह कैरी यहां है तो इसका मतलब 1 XOR Bi होगा जिसका उत्तर Bi प्राइम है तो हमें B का इन्वर्टिड वर्शन मतलब B का कॉन्प्लीमेंट जिसे हम B का 1's कॉन्प्लीमेंट 1's complement भी कह सकते हैं इसको अगर हमने 1 ऐड किया तो हमें 2's कंप्लीमेंट 2's complementमिलेगा फिर इसको हम ऐड कर देंगे और हमें नॉर्मल आउटपुट मिलेगा 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic कैसे होता है यह हमने पहले ही समझ लिया है तो यह A प्लस माइनस B जोकि A B है तो यह एक एडर सबट्रैक्टर यूनिट है जो एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों ही कर सकता है एडिशन करना है या सबट्रैक्शन यह इनपुट पर निर्भर डिपेंड depend होगा अगर इनपुट 0 रहा तो एडिशन और 1 रहा तो सबट्रैक्शन हम अभी दो उदाहरण देखेंगे के हार्डवेयर में यह कैसे होता है शुरुआत करते हुए हम एक एडिशन का उदाहरण लेंगे 90 और 50 को ऐड करना है इन दोनों नंबर को हम उसके बायनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे 90 A रहेगा और 50 B रहेगा तो यह 64 है और यह 16 है दोनों को जोड़ने ऐड add पर हमें 80 मिलेगा 90 के लिए हमें 64 16 8 और 2 को जोड़ना ऐड add होगा तो 90 को हम A7 से A0 तक में डाल देंगे A7 से A0 है जो आप नीले ब्लू blue रंग में देख सकते हैं तो A7 से डालते हुए हम 0 1 0 1 1 0 1 0 को A मैं रख देंगे 50 को हमें बायनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 32 प्लस 16 प्लस 2 जोकि 50 है यह हमने एक दूसरे रंग से दिखाया है यह B है मतलब B7 से लेकर B0 तक तो 0 0 1 1 0 0 1 0 को B में रख देंगे क्योंकि यह एडिशन ऑपरेशन है तो एक्सटर्नल इनपुट 0 रहेगा कैरी इनपुट 0 है तो इसका XOR आउटपुट क्या रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट 0 है तो हमें XOR आउटपुट पर 0 0 1 1 0 0 1 0 मिलेगा और फुल एडर कि जो दूसरी इनपुट है ओरिजिनल नंबर ही होगी क्योंकि इसमें कोई इंवर्जन नहीं होता है अब अगर हम एडिशन करेंगे तो हम देख सकते हैं की बीच में कैरी मिलता है फाइनल कैरी मिलता है और सम बिट्स मिलता है तो यहां 0 0 0 बीच में कैरी आउटपुट 0 और सम भी 0 है तो यह 0 यह 1 और यह 1 है सम 0 है और यह कैरी 1 है तो यह 1 0 0 फुल एडर के लिए तो यह 1 है और कैरी 0 है तो 0 0 1 ऐड हो जाता है तो सम 1 है और कैरी 0 है तो 0 0 1 यह वाले फुल एडर के लिए तो सम 0 है और कैरी 1 है यह कैरी 1 है यह दो सम बिट्स दो बिट्स मतलब योज्य एडेंड addend और योजक ऑःजेन्ड augend तो 1 और 1 यह 0 है और कैरी 1 है यह 1 0 1 मतलब 3 ऐड हो जाएगा तो यह 0 यह भी 0 और 1 0 0 और कैरी 0 है तो हमें जो नंबर मिलता है वह 1 0 0 0 1 1 0 0 है तो इसका मूल्य 128 प्लस 8 प्लस 4 जोकि 140 है अब हम एक सबट्रैक्शन का उदाहरण देखेंगे वही दो नंबर 90 और 50 90 A जोकि नीले ब्लू blue रंग में है और 50 B जोकि बुरे ब्राउन brown रंग में है क्योंकि यह सबट्रैक्शन है तो एक्सटर्नल इनपुट 1 होगा और कैरी इन पहले एडर के लिए 1 है एक्सटर्नल इनपुट 1 है इसलिए XOR गेट पर इंवर्जन होगा क्योंकि 1 XOR 0 1 है 1 दूसरे वाले के लिए तो यह 1 है और 1 को 0 के साथ XOR करेंगे तो इस तरीके से बाकी के चीजें भी होगी तो इस तरीके से फुल एडर का इनपुट दिखेगा हर एक फुल एडर के लिए अब अगर एडिशन करेंगे तो यह 1 और 1 और 0 तो इसको हम ऐड कर देंगे तो यह 0 है और कैरी 1 है तो यह 1 0 1 मतलब 3 को ऐड करेंगे तो सम 0 और कैरी 1 है तो 1 और 1 के लिए सम 0 और कैरी 1 होगा अगर तीन 1's रहे तो सम 1 और कैरी 1 होगा अगर 1 0 1 रहे तो सम 0 और कैरी 1 होगा अगर 1 0 0 रहे तो सम 1 और कैरी 0 होगा यह दोनों 1 और 1 है तो सम 0 और कैरी 1 होगा यह दोनों 1 और 1 है तो सम 0 और कैरी 1 होगा तो यह नंबर मिलता है यहां जो यह1 मिलता है उसे हम नजरअंदाज डिस्कार्ड discard करेंगे और हमें यह उत्तर के रूप में मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर है अगर साइन बिट का कांसेप्ट रहा तो यह 1 यहां ऐड कर देगा साइन बिट को तो फिर यह 0 बन जाएगा और यहां 1 रहेगा यह 1 को हम डिस्कार्ड करेंगे और साइन बिट का मूल्य 0 रहेगा अगर हम इंप्लायड साइन बिट ले तो तो यह इसका उत्तर है जोकि 32 प्लस 8 जिसका मूल्य 40 है तो इस तरीके से बेसिक सर्किट से हम एडिशन और सबट्रैक्शन कर सकते हैं तो सारांश लेते हुए हाफ एडर दो बायनरी डिजिटस को ऐड करता है जिससे सम और कैरी मिलता है फुल एडर पिछले प्लेस से कैरी इनपुट को भी लेता कंसीडर consider है जिससे 3 इनपुट हो जाते हैं और फिर दो आउटपुट देता है फुल एडर दो हाफ एडर और OR गेट को मिलाकर भी बनाया जा सकता है रिप्पल कैरी एडिशन में पहले फुल एडर के कैरी को हम दूसरे फुल एडर के कैरी इनपुट को कनेक्ट करते हैं सबट्रैक्शन हम फुल एडर सर्किट से कर सकते हैं 2's कंप्लीमेंट मेथड 2's complement method से 2's कंपलीमेंट 2's complement मिलने के लिए हमें NOT गेट का बैंक लगेगा और कैरी इनपुट को 1 करना होगा और आखिरी में फुल एडर और EX OR गेट gate के बैंक से ऐसे सर्किट बना सकते हैं जो एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों कर सकते है तो यह हमने देखा है इस क्लास में Thank you धन्यवाद